इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के इस पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है - स्टैटिक्स और डायनामिक्स जैसा कि हमने परिचयात्मक वीडियो के बारे में बात की थी स्टैटिक्स और डायनामिक्स सिस्टम हमारे आसपास काफी सर्वव्यापी हैं इस पाठ्यक्रम में हम मेकेनिक्स के नियमों के अनुप्रयोगों के बारे में जानेंगे गति के नियम जैसा कि हमे मूविंग एंड स्टेशनरी सिस्टम के अध्ययन से परिचित करवाया गया था आइए पहले इस पाठ्यक्रम के लिए आवश्यक शर्तों की बात करते हैं हम एक हाई स्कूल की फिजिक्स से गति के न्यूटनियन नियमों जो की गति के तीन नियम है जिनको हम सभी को हाई स्कूल कक्षाओं में परिचित करवाया गया था और कुछ प्राथमिक कैलकुलस से परिचित कराया गया था डेरीवेटिव के विचार को समझना उच्च क्रम के डेरीवेटिव विचार को समझना पहला डेरीवेटिव समय में दूसरा डेरीवेटिव क्योंकि न्यूटोनियन लॉ ऑफ़ मैकेनिक्स एक ही समय के आसपास कैलकुलस में हुई विकास से विस्तारपूर्वक रूप जुड़े हुए हैं हम पहले स्टैटिक सिस्टम पर चर्चा शुरू करने जा रहे हैं हम फ़ोर्स मोमेंट और कपल के विचार को समझाने जा रहे हैं और हम स्टैटिक सिस्टम पर आतंरिक फोर्सेज और बाहरी फोर्सेज दोनों का प्रभाव को देखने जा रहे हैं स्टैटिक सिस्टम में आतंरिक फ़ोर्स का बनना और आतंरिक फ़ोर्स वितरण साथ ही समझेंगे फ्रिक्शन फ्रिक्शन जैसा कि मैंने परिचयात्मक वीडियो में कहा है एक बहुत ही रोचक फोर्स है हम यहाँ फ्रिक्शन के लिए एक या दो अलग अलग मॉडल को देखने जा रहे हैं और देखें कि यह वास्तविक वास्तविक जगत के सिस्टम को समझने की क्षमता के संदर्भ में हमें क्या बताता है तो पाठ्यक्रम का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है इंजीनियरिंग सिस्टम हमेशा वास्तविक जगत के सिस्टम होते हैं वे ऐसे सिस्टम हैं जिनका उपयोग आप और मैं दैनिक आधार पर करते हैं दूसरी ओर मेकेनिक्स के नियम कुछ अधिक सैद्धांतिक हैं और इस पाठ्यक्रम के प्राथमिक उद्देश्यों में से एक आपको यह दिखाना है कि मेकेनिक्स के सैद्धांतिक नियम वास्तविक जगत के इंजीनियरिंग सिस्टम के साथ साथ प्राकृतिक सिस्टम को समझने और उनका विश्लेषण करने के लिए बहुत अधिक लागू होते हैं और वास्तविक जगत के इंजीनियरिंग सिस्टम के लिए मेकेनिक्स के नियमों को लागू करने के लिए किसी को एक निश्चित संख्या में आदर्शीकरण करना होगा प्राकृतिक सिस्टम या इंजीनियरिंग सिस्टम में कुछ विवरणों को हटाना होगा ताकि मेकेनिक्स के नियमों को सरल तरीके से लागू किया जा सकेऔर ऐसे परिणाम उत्पन्न करें जिन्हें कोई लागू कर सके वापस इंजीनियरिंग सिस्टम से संबंधित करे आइए हम एक स्टैटिक्स सिस्टम का एक बहुत ही सामान्य सर्वव्यापी उदाहरण लें वास्तव में जैसे की एक प्राकृतिक सिस्टम आइए हम एक बड़ा पेड़ लें एक काफी पुराना पेड़ यह मूल रूप से एक स्टैटिक संरचना है एक तना है ऐसी कई शाखाएँ हैं जिन्हें हम जमीन के ऊपर देखते हैं और नीचे एक जड़ संरचना है अब इन सभी पिंडों पर लगने वाले ग्रेविटेशन खिंचाव का परिणाम तने के अंदर और शाखाओं के अंदर आतंरिक फोर्सेज के कारण बनता है वे आतंरिक फ़ोर्स इस तथ्य के लिए जिम्मेदार हैं कि वृक्ष स्वयं एक निश्चित बाहरी भार को सहन करने में सक्षम है मान लीजिए कोई जानवर पेड़ पर चल रहा है अब मेरे लिए एक पेड़ पर मेकेनिक्स के नियमों को लागू करने के लिए अगर मैं सवाल पूछता हूं क्या मुझे तने को ढकने वाली छाल की बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी प्रकृति पर विचार करना होगा क्या मुझे तने को कवर करने वाली छाल की संख्या का विवरण शामिल करने की ज़रूरत है या क्या मैं इसे एक ऊर्ध्वाधर रॉड की तरह एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की तरह मान सकता हूं आप जिस उत्तर से संबंधित हो सकते हैं वह यह है कि उस स्तंभ के अंदर फोर्सेज की समझ हासिल करने के लिए एक तने को एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ के रूप में मानना पर्याप्त हो सकता है यह एक ऐसी स्थिति का उदाहरण है जहां हमने कुछ ऐसे विवरण निकाले जो हमारे विश्लेषण के लिए प्रासंगिक नहीं थे हमारा विश्लेषण पेड़ के तने के अंदर उत्पन्न होने वाली फोर्सेज के प्रकारों को समझने पर केंद्रित है और हमें पेड़ के तने के अंदर उत्पन्न फोर्सेज को समझने के लिए मुझे तने को ढकने वाली छाल की संरचना पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है यह एक उदाहरण है जहां हमने विवरणों को निकाल दिया और हमारी प्राकृतिक सिस्टम के आवश्यक घटकों को बरकरार रखा इसलिए जब आप अनावश्यक विवरण निकाल देते हैं तो जो बचता है उसे हम वास्तविक सिस्टम का एक मॉडल कहेंगे और हम अपने मेकेनिक्स के नियमों को मॉडल सिस्टम पर लागू करेंगे और कई उदाहरणों में मेकेनिक्स के नियमों को मॉडल सिस्टम में लागू करने में एक निश्चित विश्लेषण प्रक्रिया शामिल होती है इसे हम इस कक्षा में विस्तार से जानेंगे हम वास्तविक सिस्टम में अनावश्यक विवरणों को हटाने के बुद्धिमान तरीकों का भी जिक्र करेंगे जिनका उपयोग हम इन मॉडल सिस्टम को उत्पन्न करने के लिए कर सकते हैं तो वास्तव में दूसरे भाग में एक ह्यूमन बीइंग अधिक से अधिक आवश्यक है जो एक वास्तविक सिस्टम ले रहा है और एक समकक्ष मॉडल सिस्टम उत्तपन्न कर रहा है जो सभी आवश्यक विवरणों को बरकरार रखता है इसके लिए एक निश्चित स्तर की बुद्धि की आवश्यकता होती है अधिकांश उदाहरणों में मेकेनिक्स के नियमों के अनुप्रयोग के माध्यम से मॉडल सिस्टम का विश्लेषण कम्प्यूटरीकृत किया जा सकता है इसलिए हम यह समझना चाहते हैं कि क्या कम्प्यूटरीकृत किया जा सकता है और क्या वास्तव में एक सामान्यीकृत अर्थ में अब तक कम्प्यूटरीकृत नहीं किया जा सकता है और एक बार जब हम इस श्रृंखला में अपने मूल्य का एहसास कर लेते हैं तो हम सीखने के पहलुओं के साथ साथ उन्हीं रास्तों पर जोर देना चाहेंगे पहला मॉडल सिस्टम को समझना और मॉडल सिस्टम का विश्लेषण करना और दूसरा वास्तविक इंजीनियरिंग सिस्टम से इन मॉडल सिस्टम को उत्पन्न करना तो यह इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पर इस पाठ्यक्रम का जोर होगा अब पाठ्यक्रम को मुख्य रूप से हल की गई उदाहरण समस्याओं के एक समूह के रूप में संरचित किया जा रहा है इस विश्लेषण का कारण एक टूल के रूप में या मेकेनिक्स के नियमों के अनुप्रयोग को मॉडल उदाहरण समस्याओं को देखकर और उन मॉडल उदाहरण समस्याओं के लिए मेकेनिक्स के नियमों के परिणामों को समझकर सबसे अच्छा समझा जा सकता है इसलिए हम सप्ताह दर सप्ताह हल की गई उदाहरण समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे इसलिए हम उन उदाहरणों को हल करेंगे जो एक अवधारणा को स्पष्ट करेंगे और उस हल की गई उदाहरण समस्या के अंत में हम अवधारणा को ही सीखेंगे इसलिए हम हमेशा एक अवधारणा से पहले एक उदाहरण देंगे जो आपस में संबंधित हो सकते हैं इसलिए अगले आठ हफ्तों के दौरान हम 30 से 40 उदाहरण समस्याओं को हल करने की उम्मीद करते हैं जो मेकेनिक्स के नियमों के तहत 30 से 40 विभिन्न अवधारणाओं को स्पष्ट करेंगे तो इस पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है और हम आशा करते हैं कि आप इस यात्रा के लिए साथ आएंगे इस पाठ्यक्रम में हल की गई उदाहरण समस्याएं विभिन्न संदर्भों में स्टैटिक एवं डायनैमिकल सिस्टम की परिसीमा तक फैली होंगी असाइनमेंट भी उसी स्टैटिक और डायनैमिकल सिस्टम्स के विस्तार पर होंगे इसलिए यदि आप हल की गई उदाहरण समस्या को समझते हैं तो आप सप्ताह दर सप्ताह दिए जाने वाले असाइनमेंट समस्याओं को हल करने में बहुत अच्छी प्रगति करने में सक्षम होंगे तो यात्रा पर आएं और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के माध्यम से इस यात्रा में एक साथ चलें धन्यवाद और स्वागत